हमें अर्थ के सेंट्रिक व्यू प्वाइंट और उससे जुड़े कारकों को समझना होगा पृथ्वी के किसी एक निश्चित स्थान पर सोलर इंसुलेशन का अनुमान लगाने के लिए इसलिए मैं संक्षेप में अर्थ के सेंट्रिक व्यू प्वाइंट और उससे जुड़े कारकों की समीक्षा करुंगा सोलर इंसुलेशन के आकलन के लिए गणित में जाने से पहले मान लीजिए कि ऑब्जर्वर को पृथ्वी और सूर्य दोनों जगहों से हटा दिया गया है अब वह देखेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्ष में कुछ इस तरह से घूम रही है जिसमें सूर्य अंडाकार के अंदर है और पृथ्वी इस अंडाकार कक्ष के ऊपर घूम रही है अब पृथ्वी को कुछ इस तरह से रखिए यह इक्वेटर एक्सिस है और यह पोल एक्सिस है ध्यान दें कि पोल एक्सिस वर्टिकल से लगभग 2312degree झुका हुआ है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए लगातार पोल एक्सिस के बारे में घूम रही है पृथ्वी के इसी स्पिनिंग इफेक्ट के चलते दिन और रात होता है अब हम कहते हैं कि यह अवस्था 21मार्च को होगी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे परंतु अभी के लिए इस पोजीशन को देखिए जोकि हर साल पृथ्वी की 21 मार्च को होगी अब पृथ्वी लगातार इस अंडाकार पथ पर घूमती जा रही है और बढ़ती जा रही है और ऐसा करते हुए मान लीजिए कि वह यहां आ जाती है और इस जगह को मैं चिह्नित करूंगा जहां पृथ्वी दोबारा से उसी अवस्था में 21 जून को हर साल आ जाती है अगर हम समय के साथ आगे बढ़े तब पृथ्वी इस अंडाकार मार्ग पर पर घूमते हुए 21 सितंबर को हर साल यहां आ जाती है साहित्य में बहुत सी जगहों पर इस दिन 22 या 23 सितंबर को दिखाया गया है और फिर आगे बढ़ने के साथ आप देखेंगे की एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर साल 21 दिसंबर को घटित होती है इसलिए इस को चिन्हित कर लीजिए 21 मार्च और 21 सितंबर इन दोनों स्थिति को इक्विनोक्स कहा जाता है क्योंकि सूर्य इक्वेटोरियल प्लेन में है और यह सीधे इक्वेटर के अनुरूप है जब मैं आपको अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि सूर्य खुद ब खुद इक्वेटोरियल प्लेन के साथ संरेखित होता है अब इस अवस्था को summer solstice कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए यह सबसे लंबा दिन होता है जो 21 जून को घटित होता है और इस दिन आप देखेंगे कि सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा संरेखित होता है और यह रेखा 2312degree लाटीट्यूड से पास होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर कहां जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है इसी तरह इस तरफ को winter solstice कहते हैं और यह 21 दिसंबर को हर साल घटित होता है और इस दिन आप देखेंगे की सूर्य खुद को इस रेखा के साथ संरेखित करता है जहां यह ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रीकॉर्न को छूता है जो कि 2312degree पर साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सर्दी जो रेखा इन दो solstice बिंदुओं को जोड़ती है समर साल्स्टिस और विंटर साल्स्टिस उसको साल्स्टिस रेखा कहते हैं और जो रेखा दो ईक्वनाक्स को जोड़ती है उसे ईक्वनाक्स रेखा कहते हैं मैंने पहले बताया था कि सोलर इंसुलेशन की वेल्यू लगभग कांस्टेंट होती है और यह 133 से 141 kWm2 तक बदलती है पृथ्वी की इस स्थिति के लिए हमारे पास इंसुलेशन वेल्यू की डाटा सीट है जिसके हिसाब से सोलर इंसुलेशन की वेल्यू 141 kWm2 होगी विंटर साल्स्टिस मैं और समर साल्स्टिस समर सोल स्टाइल मैं 133 kWm2 होगी सितंबर ईक्वनाक्स मैं यह 136 kWm2 और मार्च ईक्वनाक्स में यह 138 kWm2 होगी जाहिर है की अंडाकार कक्षा का आकार और पृथ्वी की सूर्य से निकटता के कारण इंसुलेशन की वेल्यू में या छोटा बदलाव आता है इस दृष्टि से ऑब्जर्वर ना तो पृथ्वी पर ना ही सूर्य पर होता है वह इन दोनों ग्रह पिंडों से दूर होता है आइए अब हम अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट की ओर बढ़े इंसुलेशन को पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर प्राप्त करने के लिए हमारे पास पोल एक्सेस है पोलर एक्सेस वर्टिकल से 2312degree झुका हुआ है इसलिए इसको थोड़ा स्विफ्ट करिए और पोलर एक्सिस को वर्टिकल करिए जिससे कि आपको एक अच्छा अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट का सोचने समझने लायक दृश्य बन सके इसलिए जैसे ही हम पूरे चित्र को 2312degree से घुमाते हैं पृथ्वी की पोलर एक्सिस वर्टिकल दिखाई देने लगती है और यही अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट का आधार बन जाएगा अब पृथ्वी थोड़ी इस तरह बढ़ गई है आपके पास यह इक्वेटोरियल प्लेन ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक आफ कैप्रीकॉर्न है और पृथ्वी अपने पोलर एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी अब इस रेखा को देखिए यह रेखा यहां से जाकर पृथ्वी के मध्य से जा रही है इसलिए यह रेखा पृथ्वी के मध्य से सूर्य के मध्य तक जाती है और 21 जून को पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सूर्य कुछ इस स्थिति में है पृथ्वी के संदर्भ में यदि आंख आगे जाते हैं और विंटर साल्स्टिस को देखते हैं तो आपको सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर मैं संरेखित है तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य नीचे की ओर बढ़ गया है और पृथ्वी के केंद्र से संरेखित हो गया है और यह पृथ्वी की सतह को ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रीकॉर्न पर 2312degree लाटीट्यूड पर काट रहा है दोनों इक्विनोक्स और सूर्य खुद को इक्वेटोरियल प्लेन पर इस तरह से संरेखित कर रहे हैं इसलिए पृथ्वी पर खड़े आदमी के लिए जोकि मान लीजिए इक्वेटर पर खड़ा है उसको ऐसा लगेगा की सूर्य हर वर्ष इस तरह से घूमता रहता है इसलिए 21जून को वह नार्दन हेमिस्फीयर मैं अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है और वह सतह को 2312degree उत्तर में काट रहा है जोकि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है और फिर नीचे जाते हुए यह 21 सितंबर के इक्विनोक्स तक पहुंच जाता है जोकि संरेखित है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ आप देखेंगे कि यह 21 दिसंबर के विंटर सोल्स्टिस तक पहुंच जाता है और खुद को संरेखित करता है इस पर साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए यह गर्मी का समय है और अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आप देखेंगे अब पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा और 21 मार्च के इक्विनोक्स तक पहुँचेगा और इस तरह हर साल यह खुद को दोहराए गा अब इसी को अर्थ सेंट्रिक व्यू कहते हैं और इसी व्यू को हम उपयोग करते हैं पृथ्वी के सतह पर दिए गए किसी भी लाटीट्यूड पर इंसुलेशन यल प्लेन और जो रेखा पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती है उसके बीच में बनती है इस कोड को डिक्लिनेशन कहते हैं और इसे δ प्रतीक से दर्शाया जाता है ध्यान रहे यह कोड साल के किसी भी दिन इक्वेटोरियल प्लेन और जो रेखा पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती है उनके बीच में बनती है इसलिए डिक्लिनेशन एंगल 23 ½ 0 से 23 ½ 0 तक बदलता है आइए डिक्लिनेशन δ के लिए एक मॉडल देखें अर्थ सेंट्रिक व्यू प्वाइंट से मान लीजिए यह पृथ्वी है यह पोलर एक्सिस है और यह पोलर एक्सप्रेस के चारों तरफ घूम रहा है और सूर्य के साल भर में होने वाले विचरण को भी देख रहे हैं सूर्य थोड़ा ऊपर आता है जहां वह उस रेखा को 23 ½ 0 N में काटता है जो रेखा पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती है जोकि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है और यह 21 मार्च और 21 सितंबर के समय यहां इक्विनोक्स है अब यहां एक मनमाना बिंदु लीजिए और मान लीजिए की सूर्य दिन के समय इस स्थिति में है और जो रेखा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ रही है उसे हमने लाल रंग से रेखांकित किया है उस कोण को डिक्लिनेशन δ कहा जाता है इसलिए यह एक वेरिएबल है और यह हमेशा बदलता रहता है जैसे जैसे सूर्य इस पथ में घूम रहा है और यह अपने अधिकतम वेल्यू 23 ½ 0 और न्यूनतम वैल्यू 23 ½ 0 पर पहुँचता है क्योंकि यह क्लॉक वाइज की दिशा में घूमता है इक्वेटोरियल प्लेन से आइए वेरिएबल डिक्लिनेशन एंगल δ का पता लगाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं आप सूर्य के ऑर्बिट को देखिए जैसे कि इक्विनोक्स मान लीजिए की 21 मार्च को सूर्य यहां से चलकर यहां पर आ जाता है 21 जून के बाद फिर यह नीचे आता है 21 सितंबर तक और फिर सूर्य और नीचे जाता है 21 दिसंबर तक उसके बाद दोबारा ऊपर आने लगता है और वापस वही 21 मार्च को पहुंच जाता है इस तरह वह अपना एक साइकल पूरा करता है जोकि साइन वेव की तरह दिखता है अगर आप इस δ फंक्शन को साल के हर दिन के हिसाब से 1 से 365 दिन तक देखें तो यह साइन वेव की तरह दिखता है इसलिए साइन फंक्शन पर आधारित मॉडल एक अच्छा मॉडल होगा हम δ को लिख सकते हैं 2345 x sine 2π365 के बराबर जैसा यहां दिखाया गया है जहां N1 होगा 1 जनवरी को और N365 होगा 31दिसंबर को इस फार्मूला की एक्यूरेसी 01 है जोकि बहुत सटीक है जैसा कि आपको पंचांग में मिलेगा यह डिक्लिनेशन एंगल δ डिग्री में दिया हुआ है ध्यान से देखिए यहां 80 दिनों की संख्या को बता रहा है अगर आप 1 जनवरी से 80 दिन बाद देखें तो 21मार्च का दिन होगा जोकि इक्विनोक्स है इसलिए जब N80 होगा तब δ 0 होगा जैसे जैसे N बढ़ेगा δ साइन वेव को फॉलो करेगा